कोशिका संवर्धन की व्याख्यान श्रंखला में आपका फिर से स्वागत है पिछले लेक्चर में जहाँ पर हमने बात रोकी थी वो थी कि स्टेम कोशिकाओं को किस तरह से अलग करें ख़ास तौर पर स्केलेटल मसल या कंकाल पेशियों की सेटेलाइट यानि अनुषंगी कोशिकाएं उसी तरह से व्यस्क ह्रदय में भी स्टेम कोशिकाएं होती हैं और यदि आपको तकनीक मालूम हैं तो आप उन्हें अलग कर सकते हैं उसी तरह से ये स्टेम कोशिकाएं रीढ़ की हड्डी में भी होती हैं और दुनिया भर में ये प्रयास किये जा रहे हैं कि किस तरह से इन कोशिकाओं को अलग किया जाये कैसे उनको विभाजित किया जाये फिर कैसे उनसे न्यूरॉन्स बनाये जाएं और उनको वापस वहीँ पहुँचाया जाये और इस दिशा में दुनिया भर में बहुत अध्ययन किये जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है इन तकनीक को विकसित करने की लेकिन जो सबसे ज़रूरी हैं वो बुनियादी चीज़ें हैं आपको ये समझना होगा कि जो मूल तकनीक हैं वो कोशिका संवर्धन में ही निहित हैं कैसे अलग अलग तरह की कोशिकाओं को विलगित किया जाता है कैसे उनको अलग किया जाता है कैसे उनको नियंत्रित स्थिति में पैदा किया जा सकता है कैसे आपको ये पता चलेगा कि जो आप अपनी प्रयोगशाला में कर रहे हैं उसको दुनिया की किसी दूसरी प्रयोगशाला में दोहराया जा सकता है कंकाल पेशियों के बारे में बात करने का मेरा उद्देश्य यही है कि कंकाल पेशियों की संवृद्धि बहुत ही दिलचस्प होती है पहले हम कंकाल पेशियों की संवृद्धि की विकासत्मक विज्ञान के बारे में बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे कि इन कंकाल पेशियों की कोशिकाओं के इन विट्रो यानि कृत्रिम परिवेश में संवर्धन में क्या क्या चुनौतियाँ हैं तो मैंने आपको बताया था कि कंकाल पेशियों की संवृद्धि के लिए हम ऊतक यानि टिश्यू को सीधे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते बल्कि हमें सेटेलाइट कोशिकाओं का सहारा लेना पड़ता है तो यहाँ से हम शुरू करते हैं तो ये हमारा सातवें हफ्ते का तीसरा लेक्चर है माँ के गर्भ में जब कंकाल पेशियाँ बनती हैं वो कुछ इस तरह से बनती हैं ये वो कोशिकाएं हैं जिनका कंकाल पेशियाँ बनना पूर्वनिर्धारित है और ये वो कोशिकाएं हैं जो हम यहाँ बना रहे हैं इनका कंकाल पेशी बनना पहले से तय है अब ये कोशिकाएं किसी विशिष्ट जगह पर पहुँचती हैं जो कि पैर या शरीर का कोई दूसरा हिस्सा हो सकता है जहाँ कंकाल पेशियों की ज़रूरत हो तो अब इनमें से कुछ कोशिकाएं अपनी निर्धारित जगह पर पहुँचती हैं और पंक्तिबद्ध हो जाती हैं और फिर ये विभाजित होती हैं ये कुछ इस तरह से विभाजित होती हैं और ये इनका विभाजन हो रहा है उनका पंक्तिबद्ध हो जाना कोई विशिष्ट कंकाल ऊतक बनाने की दिशा में उनका पहला कदम है और इनमें बहु संरेखण होता है ये कोशिकाएँ धीरे धीरे अपनी पहचान खो देती हैं और वे सिनसायटिएम यानि संकोशिका बन जाती हैं और वो एक ऐसा आकार बना लेती हैं और इनमें केन्द्रक या न्यूक्लियस अभी भी अपनी पहचान बनाए रखते हैं तो यहाँ से वो एक बहुत ही दिलचस्प ट्यूब जैसी संरचना बनाते हैं जो कि बहुकेंद्रित ट्यूब होती हैं और इन्हे मायोट्यूब कहते हैं मायो का मतलब पेशियाँ और ट्यूब का मतलब पेशियों की ट्यूब और ये मसल टिश्यू यानि पेशी ऊतक की सबसे छोटी इकाई है ये मायोट्यूब एक दूसरे के साथ संरेखित होती हैं और मायोफाइबर बनाती हैं और ये मायोफाइबर एक दूसरे से संरेखित होते हैं और जटिल मांसपेशी ऊतक बनाती हैं और ये हमारे शरीर में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है तो पहली प्रक्रिया थी कि ये पूर्वनिर्धारित कोशिकाएँ यहाँ पहुँचती हैं इनमे विभाजन होता है बल्कि बहुत ज़्यादा विभाजन होता है विभाजन के बाद ये कोशिकाएं अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देती हैं और उसके बाद ये ट्यूब जैसा आकार ले लेती हैं और इन ट्यूब्स को बहुकेंद्रित ट्यूब्स या मायोट्यूब कहा जाता है अब जहाँ तक हमें जीव विज्ञान का ज्ञान है इन मायोट्यूब से वापस से एकल कोशिका को नहीं बनाया जा सकता है या अलग नहीं किया जा सकता है क्यूंकि ये एक निरंतर ट्यूब है जिसमे बहुत सारे केन्द्रक या न्यूक्लियस हैं तो अभी तक ऐसा कोई रास्ता या तकनीक नहीं है जिसको अपनाकर मायोट्यूब से एकल कोशिका को अलग किया जा सके और यहां हम अपनी जानकारी तक की ही बात कर रहे हैं कि मायोट्यूब से एकल कोशिका को नहीं बनाया जा सकता लेकिन एकल कोशिका से मायोट्यूब को बनाया जा सकता है तो यहाँ हम आपको ये कहानी क्यों सुना रहे हैं इस कहानी को सुनाने का कारण ये है कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कंकाल पेशियों को बनाने के लिए हमें व्यस्क सेटेलाइट कोशिकाओं की ज़रूरत पड़ती है अगर आप यहाँ पिछले पैर के इस हिस्से को देखते हैं तो आपको अद्भुत फाइबर या तंतु दिखाई देंगे और ये फाइबर बहुकेंद्रित होते हैं आप इन्हें स्टेन भी कर सकते हैं और आपको अद्भुत स्टेनिंग दिखेगी और ख़ूबसूरत सायटो आर्किटेकचर या कोशिका संरचना दिखेगी लेकिन अगर आप एकल कोशिका को अलग करने की कोशिश करेंगे तो आप पायेंगे कि आप इनसे एकल कोशिका को अलग नहीं कर सकते जो सिर्फ एक विकल्प मौजूद है वो यहाँ नीचे की तरफ कुछ बहुत ही दिलचस्प विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो बड़ी कोशिकाएं हैं और यहाँ पर स्थित हैं और ऐसा माना जाता है और ऐसा आंशिक रूप से सिद्ध भी हुआ है ये कोशिकाएं जिन्हें हम सेटेलाइट कोशिकाएं कहते हैं वो कंकाल की पेशियों की मरम्मत के काम में शामिल होती हैं जाहिर है कि वो किस तरह मरम्मत करेंगी वो बिलकुल उसी प्रतिमान का पालन करेंगी जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है तो आपके पास स्टेम कोशिकाएं हैं या सेटेलाइट कोशिकाएं हैं जो कि कंकाल पेशियों की सेटेलाइट कोशिकाएं हैं ये सेटेलाइट कोशिकाएं आती हैं विभाजित होती हैं और फिर ये इस तरह की पहचान ना आने वाली ट्यूब्स बनाती हैं और अंत में ये कई बहुकेंद्रित ट्यूब्स बनाती हैं तो ये विकास का मूलभूत आदर्श है और ये दो प्रक्रियाएं हैं कोशिकाएं यहाँ आती हैं विभाजित होती है जो कि समझना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और फिर वो ये अद्भुत ट्यूब्स बनाती हैं हम वापस पिछले लेक्चर पर आते हैं और कंकाल पेशियों को डिश में संवर्धन करने के बारे में करते हैं हमने इस चरण पर छोड़ा था जहाँ आप भ्रूण या फ़ीटस एफ 18 को लेते हैं इस अवस्था में फ़ीटस के पिछले पैर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिनका पेशियाँ बनना पूर्वनिर्धारित है और यहाँ पर वास्तव में ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं मौजूद हैं और यही वो समय है जब आपको उन्हें पृथक करना है आप इन्हें अगले पैर से भी ले सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको पिछले पैर से ही लेना है लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये अपने शोधपत्र में लिखना चाहिए मान लीजिये कि ये चूहे का एफ 18 फ़ीटस है तो आप क्या करेंगे आप इस जगह से छोटी चिमटी का इस्तेमाल करके ऊतक का टुकड़ा निकालेंगे फिर आप क्या करेंगे आप इस ऊतक को एकल कोशिका सस्पेंशन में पृथक करेंगे जिससे आपके पास कुछ इस तरह का सिंगल सेल सस्पेंशन तैयार हो जाएगा पृथक्करण करने के लिए ज़्यादातर लोग विघटित करने वाले एजेंट के रूप में ट्रिप्सिन का इस्तेमाल करते हैं जो की यांत्रिक पृथक्करण की प्रक्रिया में प्रयोग होता है आप पेपेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ट्रिप्सिन इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित है क्यूंकि ये बहुत ही सख्त ऊतक होते हैं और इन्हे अलग अलग करके सिंगल सेल सस्पेंशन बनाना आसान नहीं होता लेकिन यदि आप ट्रिप्सिन इस्तेमाल करते हैं तो ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आप इसको कम समय के लिए ही इस्तेमाल करें जैसे कि 15 मिनट या आधा घंटा और उसके बाद आप एंटीट्रिप्सिन का प्रयोग करें ताकि अभिक्रियाओं को रोका जा सके ऐसा ना करने पर ये पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और इनको वापस पाना संभव नहीं होगा तो आपको इसको यहाँ रोकना होगा और जो आपको मिलेगा वो सिंगल सेल सस्पेंशन होगा किसी ऐसे मीडियम में जहाँ आप उन्हें पैदा कर सकते हैं या उगा सकते हैं अब आप ध्यान दीजिये कि इस प्रक्रिया में दो चरण हैं एक विभाजन और दूसरा विभेदीकरण यहाँ हम ये दो नए शब्द ला रहे हैं विभाजन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं विभाजन वो प्रक्रिया है जहाँ ये विशिष्ट मसल कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं और इसके बाद विभेदीकरण का चरण है विभेदीकरण वो प्रक्रिया है जिसमे ये ट्यूब्स बनती हैं और ये बहुत ही दिलचस्प है कि ट्यूब्स का निर्माण तब तक नहीं होता जब तक कि विभाजन के संकेत आ रहे होते हैं ये विभाजन के संकेत विभेदीकरण को रोकते हैं और ट्यूब का निर्माण नहीं होता है इसलिए जिन आणविक संकेतों की ज़रूरत विभेदीकरण के लिए होती है वो संकेत विभाजन के लिए आवश्यक आणविक संकेतों से अलग होते हैं इसकी वजह से कोशिका संवर्धन के लिए हमारे सामने एक जटिल स्थिति आ जाती है इसलिए आपको संवर्धन वातावरण को दो चरणों में विभाजित करना पड़ता है एक विभाजन और दूसरा विभेदीकरण ये एक ऐसी समस्या है जिसका सामना आपको स्टेम कोशिकाओं के विभेदीकरण के समय हमेशा करना पड़ता है और ये एक सामान्य समस्या है तो अब इन्हे कैसे प्राप्त करेंगे और इसके क्या कारक हैं 2004 या 2003 से पहले जो लोग कोशिका संवर्धन कर रहे थे उनमे से ज़्यादातर लोग कंकाल पेशियों के कोशिकाओं के संवर्धन के पहले चरण में सीरम इस्तेमाल करते थे जो कि अपरिभाषित स्थिति होती है जिसमे कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो यहाँ हम सीरम मिला रहे हैं और जैसे ही आप सीरम इस्तेमाल करते हैं अपरिभाषित स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आपका नियंत्रण ख़त्म हो जाता है अब आप क्या करेंगे जब चार पांच दिन में ये कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में विभाजित हो जाती है तो आप सीरम जो कि अपरिभाषित कारक है उसको निकाल देते हैं तो आप पहले सीरम मिलाते हैं और फिर आप सीरम निकाल देते हैं और इसी तरह से ज़्यादातर लोग किया करते थे जो की अपरिभाषित तरीका था उसके बाद कुछ अध्ययन आये जिन्होंने वास्तव में परिभाषित तंत्र का विकास किया और देखते हैं कि उन्होंने कैसे परिभाषित तंत्र का विकास किया परिभाषित तंत्र विकसित करने के लिए वो ज्ञात विभाजन कारकों को ले कर आये और जिस तरह से यहाँ पर सीरम को निकाल दिया गया था इन्होने भी चार पांच दिन के बाद ज्ञात विभाजन कारकों को मीडियम से निकाल दिया और साथ ही उसमे ज्ञात विभेदीकरण कारकों को मिला दिया इसका एक और रास्ता भी है जिसको इस्तेमाल किया गया है आप ये सफर यहाँ से शुरू करते हैं जिसमे पहले चार दिन आप विभाजन और विभेदीकरण कारक दोनों ही मिलते हैं तो 0 से पांच दिन या चार दिन तक आप दोनों संकेत समानांतर दे रहे हैं और उसके बाद आप सिर्फ विभेदीकरण कारक देते हैं और ये सब ज्ञात कारक हैं विकासात्मक जीव वैज्ञानिक पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि ये एक्स वाय जेड कारक विभेदीकरण में मदद करेंगे ऐसा ही एक विभाजन कारक है जो कि बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है और इसे आमतौर पर बेसिक एफ जी एफ कहा जाता है हमने बेसिक यानि क्षारीय इसलिए कहा क्यूंकि इसका एक एसिडिक यानि अम्लीय भाग भी है एसिडिक एफ जी एफ कहते हैं और उसको हम यहाँ नहीं ले रहे हैं आप सिर्फ इतना जान लीजिये कि एसिडिक एफ जी एफ को व्यस्क रीढ़ की हड्डी के मोटोन्यूरोन के पुनर्जनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है यहाँ हम बेसिक एफ जी एफ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि ज्ञात विभाजन संकेत है यह मालूम है कि बेसिक एफ जी एफ की उपस्थिति में कोशिकाएं विभाजित होंगी और जब 4 5 दिन में वो पर्याप्त रूप से विभाजित हो जाएंगी तो आप मीडियम से इसको निकाल देंगे जब बेसिक एफ जी एफ को यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो जो हमारे पास यहाँ बचेगा वो होंगे विभेदीकरण संकेत और ये विभेदीकरण संकेत इन कोशिकाओं की ये दूसरी नियति निर्धारित करेंगे और इस तरह के कोशिका संवर्धन मॉडल को जिसके सारे मापदंड मालूम होते हैं सारे चरण मालूम होते हैं उन्हें परिभाषित तंत्र कहते हैं लेकिन परिभाषित तंत्र विकसित कर लेने भर से तब तक कुछ भी सिद्ध नहीं होता जब तक डिश में विभाजित और विभेदित कंकाल पेशियाँ में संकुचन नहीं होता यदि वो संकुचित नहीं होती हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने काम में असफल हुए हैं अब वापस आते हैं और देखते हैं इस चरण में क्या हुआ जब इन ट्यूब्स का विकास होता है तो शुरू में आपके पास ये कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं की झिल्ली में बहुत सारे फिलामेनटस प्रोटीन या तंतुमय प्रोटीन होते हैं और ये फिलामेंट या तंतु दो तरह के होते हैं एक्टीन और मायोसिन जो मसल सेल या पेशी कोशिकाओं को नियमित करती हैं तो जब इस तरह की रचनाओं का निर्माण होता है तो ये एक्टीन और मायोसिन फिलामेंट इस तरह से संरेखित होते हैं यहाँ आपको प्राणी शरीर विज्ञान में दी गयी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी यानि सर्पीतंतु सिद्धांत को याद करना होगा जहाँ पेशियों की संकुचन स्लाइडिंग फिलामेंट की वजह से होती है और ये स्लाइडिंग कैल्शियम के बढे हुए स्तर की वजह से होती है और इन स्लाइडिंग फिलामेंट की वजह से संकुचन होती है और ये पूरी प्रक्रिया है अब हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले व्याख्यान में हम कुछ और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कार्यक्षमता किस तरह फीनोटाइप का समर्थन करती है धन्यवाद